सभी को नमस्कार मेरा नाम गौतम सहा है मैं IIT खड़कपुर में इलेक्ट्रॉनिकस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट Electronics Communication Engineering department में प्रोफेसर हूं मैं आपके साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटस वाले कोर्स में आपके साथ काम करूंगा और मेरे साथ टीचिंग असिस्टेंटस भी रहेंगे जो कि यहां PG स्टूडेंट्स है वह भी हमारे साथ इस कोर्स में काम करेंगे जैसे कि आप जानते हैं इस कोर्स का नाम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटस है इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम थोड़े बेसिक चीजों को देखेंगे जैसे कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी के तरफ क्यों जा रहे हैं और डिजिटल का क्या मतलब है फिर हम देखेंगे डिजिटल सिग्नल का मैनिपुलेशन क्या होता है उसे कैसे किया जाता है उसका केवल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट और स्विचिंग और लॉजिक ऑपरेशन का महत्व डिजिटल मैनिपुलेशन में और आखिर में एक छोटा सा सर्किट देखेंगे जिसमें डायोड को एक स्विच के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अब डिजिटल क्यों आपने काफी सारे टर्मस सुने होंगे या फिर आप उससे जुड़े होंगे जैसे कि डिजिटल क्लॉक डिजिटल कैमरा डिजिटल मनी डिजिटल मीडिया और ऐसे ही यह लिस्ट बढ़ाते जा सकते हैं हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर डिजिटल वेइंग मशीन है तो जब हम किसी चीज को डिजिटल टर्म से एसोसिएट करते हैं तो हम असल में उस चीज को डिजिटल टेक्नोलॉजी से एसोसिएट कर रहे हैं यह जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसे काफी एफिशिएंट माना जाता है विभिन्न तरीके के परफॉर्मेंस मैट्रिक के आधार पर क्वालिटी के आधार पर और उसकी कॉस्ट के आधार पर एफिशिएंट माना जाता है कॉस्ट भी काफी महत्वपूर्ण है जिसके कारण डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना प्रचलित प्रिवलन्ट prevalent है और हमारे जिंदगी के काफी हिस्सों में शामिल है यदि आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के कुछ विशेष बातों को देखे तो उसे स्टोर करना आसान है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करना आसान है हम सब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर गाना कॉपी करना जानते हैं हम उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को कंप्रेस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और फिर हम उसे डीकंप्रेस कर सकते हैं काफी सारे इंटरफेरेंस के बावजूद यह उसका नॉइस के तरफ की इम्युनिटी दिखाता है जिसके कारण वह क्वालिटी को बनाए रखता है विभिन्न तरीके के एल्गोरिदम के इस्तेमाल से हम इसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं वह अलग तरीके के ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी देता है सीरियल फिर पैरेलल ऐसे अलग तरीके से हम कन्वर्ट करके सिग्नल को ट्रांसमीट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक इसमें एरर करेक्शन और इंक्रिप्शन का ऑप्शन भी है हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक इंक्रिप्टेड तरीके से भेज सकते हैं तो यदि कोई इस सिग्नल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करें तो वह इससे कुछ नहीं समझ पाएगा यानी कि इस सिग्नल का कोई मतलब नहीं निकाल पाएगा सिर्फ वही लोग जिसे इस सिग्नल को डिक्रिप्ट करने आता है मतलब जिसे इनिशियल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के बारे में पता है केवल वही इस सिग्नल का मतलब निकाल पाएंगे वह प्रोसेसिंग में फ्लैक्सिबिलिटी भी देता है फ्लैक्सिबिलिटी काफी महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट है जिसमें हम वही डिवाइस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो डाटा हमें मिलता है डिजिटल डाटा उसे हम एनालाइज कर सकते हैं उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डाटा एनर्लिटिक्स जैसे कि आप जानते हैं वह एक काफी महत्वपूर्ण फील्ड है और एक इमर्जिंग फील्ड है और यह कह सकते हैं कि यह सब केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी के बर्स्ट के कारण हो रहा है आखिर में जो आता है वह एक इनएक्सपेंसिव बिल्डिंग ब्लॉक है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यह इनएक्सपेंसिव बिल्डिंग ब्लॉक इसे इस चीज का कोर माना जाता है हमें काफी सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेंगे पर यदि यह काफी महंगा रहा तो यह वह चीज नहीं है जिसकी हमें जरूरत है यह इनएक्सपेंसिव बिल्डिंग ब्लॉक हमें इस विशेष कोर्स की तरफ ले जाएगा जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है यह वह इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है जो कि यह सारी चीजों का कोर है इसी चीज के इर्द गिर्द काफी सारे एडवांसड एल्गोरिदम और डेवलपमेंट हुआ है पर यह बिल्डिंग ब्लॉक्स प्राइमरी चीज है जिसने डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन को ड्राइव किया है जो हम आज के जमाने में देख रहे हैं तो अब उस टर्म की ओर बढ़ते हैं जो हम काफी बार इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि सभी ओर सब कुछ डिजिटल है तो डिजिटल का मतलब क्या है तो पहली चीज जो हमें समझना है वह है कि डिजिटल सिगनल क्या होता है डिजिटल सिगनल फाईनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूस को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहां फाईनाइट मतलब हम बात कर रहे हैं कुछ नंबर ऑफ बिट्स या बायनरी वैल्यूस जो एसोसिएटेड है एक सिग्नल से और उसका रिप्रेजेंटेशन तो वह केवल हमें फाईनाइट नंबर ऑफ सेटस फाईनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशनस ऑफर करता है इसलिए हम कह रहे हैं कि यह फाईनाइट नंबर है और इसे डिस्क्रीट होना होगा यह इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यह सारे डिस्क्रीट वैल्यूस है जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं तब यह सारे डिस्क्रीट वैल्यूस अपने आप में एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जो कि 2 वैल्यूड रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम बायनरी कहते हैं इसके अलावा क्वॉटरनरी भी हो सकता है मतलब 4 सिंबलस एसोसिएटेड है पर हम अपने आप को सीमित करेंगे केवल 2 वैल्यूड बायनरी रिप्रेजेंटेशन तक बाइनरी वैल्यूस या बिट्स के समूह ग्रुप group से हम विभिन्न डिस्क्रीट लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्नल की तरफ आते हुए सिग्नल अपने आप में डिस्क्रीट होता है उदाहरण के तौर पर मेरा मतलब है जैसे की परीक्षा में जो हमें मार्क्स मिलता है फैकल्टी मेंबर के तौर पर जो सैलरी हमें मिलता है यह सारी चीजें मेरा मतलब है काफी सारे ह्यूमन जेनरेटेड सिग्नल्स डिस्क्रीट इन नेचर है पर यदि आप किसी नेचुरल सिग्नल पर ध्यान दें याने कि जो सिग्नल नेचर से जनरेट होता है यह ज्यादातर कन्टिन्युअस् इन नेचर होता है कन्टिन्युअस् का मतलब वैल्यूस के सारे सोर्सेस जो इस सिग्नल से जुड़ा हुआ है उसे हमें एनालाइज करना होगा और उन सिगनल्स को प्रोसेस करना होगा और यह सारे सिग्नल नेचर से आ रहा है यह करने के लिए हमें सबसे पहले इन कन्टिन्युअस् सिगनल्स को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना होगा इसके लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी यदि हमें उस सिग्नल को वापस कंटीन्यूअस सिग्नल के तौर पर चाहिए तो हमें उसका रिवर्स करना होगा वह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कहते हैं हम एक उदाहरण देख सकते हैं जहां एक एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया है डिजिटल सिगनल में एस फिगर में वह फिगर जो हम यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यह एक एनालॉग सिग्नल है जो आप देख सकते हैं और यह सिग्नल कोई भी वैल्यू ले सकता है हमें इस सिग्नल को डिस्क्रेटाइज करना है और उसके लिए हमारे पास यह डिफरेंट लेवल्स है यह लेवल्स y axis में है तो जैसे आप देख सकते हैं वोल्टेज और उसके डिफरेंट लेवल्स जिससे हमें एनालॉग सिग्नल को एसोसिएट करना है तो और कोई दूसरा वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हमें एनालॉग सिग्नल के वैल्यू को नॉर्मलाइज करना होगा किसी स्पसिफ़िक 1 वोल्टेज पर V वोल्ट तो यह V8 2V8 3V8 ऐसे जाते हुए 7V8 तक तो कितने डिस्क्रीट लेवल्स है वह हम काउंट कर सकते हैं और हम यह देखते हैं कि 8 लेवल्स है तो एनालॉग सिग्नल को जब हम डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वह इन 8 वैल्यूस में से कोई एक वैल्यू ले सकता है तो उसके लिए हमें क्या करना है तो सिग्नल के 1 सैंपल को हम उसके सबसे नजदीक वाले डिस्क्रीट वैल्यू से एसोसिएट करेंगे तो यह एक तरीका हो सकता है सिग्नल को अप्रॉक्सिमेट करने का तो हम क्या कर रहे हैं यह टाइम एक्सिस है x एक्सिस टाइम है तो हम सिग्नल को अलग अलग समय पर मिज़र करते हैं तो यह टाइम 0 है टाइम 1 है टाइम 2 है और ऐसे ही चलते जाएगा अब कुछ ऐसे चिंताएं हैं जैसे कि यह टाइम सैंपल कितने नजदीक होने चाहिए जिससे हम एनालॉग सिग्नल को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए इसे देखने का एक तरीका यह है कि हम इसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यानी कि हम इस एनालॉग सिग्नल को वापस पा सकते हैं उसे फॉर्म में जैसे हमें यहां दिख रहा है तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन सैंपल्स के इंटरपोलेशन से तो एक स्पेसिफिक रेट है की फ्रीक्वेंसी कंटेंट एनालॉग सिग्नल का कुछ भी हो हमें उसे एक पर्टिकुलर रेट पर ही सैंपल करना है जो कि हाईएस्ट फ्रिकवेंसी कंटेंट का दुगना ट्वाइस twiceहोना चाहिए अगर बैंड पास सिग्नल रहा तो फिर कुछ और होगा तो एक स्पेसिफिक रेट है जिससे हमें सिग्नल को सैंपल करना होगा ताकि हम डिस्क्रीट सैंपल्स से एनालॉग सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो यह सारे सैंपल्स है तो यह सारे टाइम इंस्टेंसस है और हर एक सैंपल पॉइंट पर हम एक उसका डिस्क्रीट वैल्यू देख सकते हैं तो 0 पर जो वैल्यू है वह यहां है इसका सबसे नजदीक वाला वैल्यू 2V8 है फिर 1 पर वह फिर से 2V8 है 2 पर 4V8 है और ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो अब यह डिस्क्रीट लेवल है तो जैसे मैंने कहा फाइनली हम उसे बायनरी कोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2 वैल्यूड बायनरी तो 8 लेवल्स है और अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो केवल बायनरी से तो हमें कितने बायनरी डिजिटस या बिट्स की जरूरत होगी तो वह log2𝑁 है तो इतने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत होगी तो अगर 8 रहा तो log28 कम मूल्य 3 है इसका मतलब हम 3 बिट्स की जरूरत होगी आप देख सकते हैं 000 001 यह सारे इसके रिप्रेजेंटेशंस है तो फर्स्ट टाइम इनस्टंट पर हमें क्या मिलेगा हमें 010 मिलेगा जो कि 2V8 का एप्रोक्सीमेशन है फिर से टाइम इनस्टंट 1 पर यही वापस मिलेगा टाइम इनस्टंट 2 पर 100 मिलेगा और ऐसे ही चलते जाएंगे हम एप्रोक्सीमेशन एरर को कम कर सकते हैं जो एरर आपको दिख रहा है जिसे कोंटाईसेशन एरर कहते हैं उसे हम गैप को कम करते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा क्लोज ला सकते हैं यह तब पॉसिबल है जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स है यदि हम 3 बिट्स के बजाय 4 बिट्स रहा तो हमें 16 डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे जिससे एप्रोक्सीमेशन एरर कम होगा यदि हमारे पास 8 बिट्स रहा तो हमें 2 टू द पावर 8 याने की 256 लेवल्स मिल सकता है तो इससे एप्रोक्सीमेशन एरर या कोंटाईसेशन कम हो जाएगा तो यह कुछ इनिशियल इश्यूज है जो हमें दिखते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में इसके बाद हम यह देखेंगे कि डिजिटल सिगनल नॉइस के मौजूदगी में काफी रॉबस्ट है और दूसरी सारी चीज है जैसे की प्रोसेसिंग एस्पेक्ट के बारे में भी देखेंगे यदि हम डिजिटल सिस्टम पर ध्यान दें तो वह क्या करते हैं वह डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट करते हैं तो जो डिजिटल सिग्नल हमें दिखता है वह मैनिपुलेट हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है डिजिटल सिस्टम के द्वारा अब हम डिजिटल सिग्नल के मैनिपुलेशन के बारे में देखेंगे जैसे मैंने पहले कहा था यह केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हम थोड़े से उदाहरण के तौर पर केसस देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम डिजिटल सिग्नल के मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो स्विचिंग इसका महत्वपूर्ण की है स्विचिंग का क्या मतलब है वह हम कुछ समय बाद देखेंगे स्विचिंग एक तरीके का स्विच है जो हमने हमारे घरों में देखा है जैसे जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन रोटेट होने लगता है और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो वह रुक जाता है तो बेसिकली यह एक ऑन ऑफ तरीके का चीज है एक बायनरी तरीके का एक्टिविटी है जोकि स्विचिंग से जुड़ा हुआ है तो अभी कुछ देर पहले हमने डिजिटल सिग्नल का बायनरी रिप्रेजेंटेशन 0's और 1's के फॉर्म में देखा तो उसे भी हम एक तरीके से स्विचिंग से एसोसिएट कर सकते हैं तो मान लो ऑफ एसोसिएटेड है 0 से और ऑन एसोसिएटेड है 1 से तो यह एक तरीके का एसोसिएशन है इसके अलावा दूसरे तरीके के एसोसिएशन भी हो सकता है जो इसका रिवर्स है तो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऑफ को 0 से एसोसिएट करते हैं और ऑन को 1 से एसोसिएट करते हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना है अब हम एक उदाहरण देखेंगे जहां स्विचिंग इंपॉर्टेंट है तो यह n 1 मल्टीप्लैक्सर है हम इस सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या है जो कि हमारे कोर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकस सर्किट का हिस्सा है तो हम देखेंगे कि यह क्या है यह एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं रहना चाहिए तो अभी के लिए हम सिर्फ यह देखेंगे कि वह क्या करता है तो यह पार्टिकुलर ब्लॉक n इनपुटस लेता है जो इनपुट साइड पर मौजूद है और उसे आउटपुट पर अवेलेबल करता है तो एक समय पर एक ही इनपुट को वह आउटपुट पर अवेलेबल करता है इसका मतलब यदि हम चाहे तो इस यह चैनल आउटपुट पर जाएगा अगर हम चाहे तो दूसरी चैनल आउटपुट की तरफ जाएगा तो यह कौन डिसाइड करता है जो सर्किट अंदर मौजूद है वह यह डिसीजन लेता है पर किस आधार पर तो उसका आधार एक दूसरा सेट ऑफ इनपुट है जिसे हम कंट्रोल इनपुट कहते हैं तो यह डाटा था जो आउटपुट पर जा रहा है तो यह कंट्रोल इनपुट डिसाइड करेगा कुछ कॉन्बिनेशन के आधार पर कि कौन आउटपुट की तरफ जाएगा तो मान लो 1 2 3 4 ऐसे जाते हुए m तक सारे 0 है तो 1 आउटपुट की ओर जा रहा है यदि 1 2 3 ऐसे जाते हुए m माइनस 1 तक सारे 0 है और m 1 है तो 2 आउटपुट की ओर जाता जाता है तो स्टेटमेंट में ही अगर आप ध्यान दे तो जिस तरीके से मैं इसे फ़्रेज़ कर रही हूं कि यदि A B C और D 1 है तो कुछ होता है यदि A B C और D 0 है A B और C 1 और D 0 है तो कुछ और होता है तो इसमें कुछ तरीके का लॉजिक स्टेटमेंट या लॉजिक बिल्डअप इंवॉल्व हो रहा है जो स्विचिंग से एसोसिएटेड है तो यह इसका एक एस्पेक्ट है दूसरी चीज है की जो डाटा हम स्टोर करते हैं उसके स्टोरेज के बारे में तो जो आप देख सकते हैं वह एक 8 बिट डाटा स्टोरेज यूनिट है यह यूनिट फ्लिप फ्लॉप से बनता है फ्लिप फ्लॉप क्या है और ऐसी सारी चीजें हम बाद में देखेंगे तो पैरेलल डाटा इनपुटस है और यह सारे पैरेलल डाटा आउटपुटस है तो डाटा यहां आता है जो डिसाइड होता है एक स्पसिफ़िक लॉजिक से और यह डाटा कैसे स्टोर किया जाएगा यदि हम इसकी इंटरनल सर्किट को देखें तो अंदर कुछ स्विचिंग एक्टिविटी हो रही है तो यहां जैसे कि मैंने कहा है डिजिटल प्रोसेसिंग डिजिटल मैनिपुलेशन का एक कोर एस्पेक्ट है जब हम इसे सर्किट लेवल पर देखते हैं तो अब हम स्विचिंग के तरफ देख रहे हैं उसी तरीके से जैसे हमने पहले देखा है समझा है तो यह एक उदाहरण है जहां आपदेख सकते हैं कि दो स्विचस है यह पहला स्विच है और यह दूसरा स्विच है और 5 वोल्ट dc सप्लाई है और यह आउटपुट है और यह ग्राउंड को कनेक्टड है तो जब इनपुट पर वोल्टेज प्लेस करते हैं मेरा मतलब है 5 वोल्ट प्लेस करते हैं तो क्या होता है यह की यह स्विच क्लोज हो जाता है और इन दो पॉइंट को कनेक्ट कर देता है इसका मतलब यह शॉर्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह दो पॉइंट कनेक्ट हो जाता है जब यह हाई है और यदि वह लो हो तो तो वह उसी तरीके से रहता है इसी तरीके से V2 के लिए भी है तो अब हम देखेंगे की इस पट्टीकिलर सर्किट के इनपुट और आउटपुट साइड को कैसे रिलेट कर सकते हैं तो जब V1 लो है तो इसका मतलब जो स्विच यहां है वह ओपन है और यह V2 भी लो है जिसका मतलब यह भी ओपन है तो इस वक्त आउटपुट पर क्या वैल्यू होगा आउटपुट पर वैल्यू लो होगा क्योंकि यह 5 वोल्ट आउटपुट तक नहीं पहुंच पाता है अब अगर आप इन में से किसी एक को क्लोज कर दे मान लो यह क्लोज है पर यह ओपन ही रहेगा इसके बावजूद सिचुएशन सेम ही रहता है कंडीशन वही रहता है और आउटपुट भी वही रहेगा मतलब आउटपुट को 5 वोल्ट का वैल्यू नहीं मिलता है तो कोई भी एक लो रहने से आउटपुट लो ही रहता है जब दोनों ही स्विच कनेक्टेड हो यानी कि जब दोनों हाई हो तो यह स्विच साइड चेंज करता है और यहां कनेक्ट हो जाता है तो इस 5 वोल्ट को पात मिल जाता है यहां और हम देख सकते हैं कि आउटपुट पर हमें एक हाई वैल्यू मिलता है तो जब हम इसे लॉजिक सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वह V1 V2 V o है तो किस तरीके का लॉजिक हम देख रहे हैं जब V1 और V2 दोनों हाई है तो आउटपुट Vo हाई है तो इसे किस तरीके से पढ़ा जाता है और यह इसका टेबल है जो आप यहां देख रहे हैं तो यह चीज कुछ और नहीं बल्कि AND लॉजिक है तो यह AND लॉजिक को जब हम किसी तरीके की सिंपल लॉजिक से रिप्रेजेंट करते हैं तो वह कैसे करते हैं तो यह AND का सिंबल है जो हम अपने आगे वाले डिस्कशन में इस्तेमाल करेंगे पर फिर भी वह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और दूसरी सारी चीजें हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे अब हम एक दूसरा स्विचिंग सर्किट के तरफ देखेंगे यहां आप देख सकते हैं कि दो स्विचस है पहले यह दोनों स्विचस सीरीज में कनेक्टेड था अब आप देख सकते हैं यह पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसमें क्या डिफरेंस होगा डिफरेंस यह होगा कि पहले दोनों को क्लोज करना होता था जिसका मतलब दोनों स्विच का इनपुट साइड हाई रखना पड़ता था ताकि 5 वोल्ट को आउटपुट के तरफ एक पात मिल सके इस केस वह पैरेलल है कोई भी एक हाई रहने से यह एक स्विच क्लोज हो जाता है और 5 वोल्ट को एक पात मिल जाता है आउटपुट की ओर और Vo हाई रहेगा तो यह है जो हो रहा है केवल जब दोनों ही लो हो तो 5 वोल्ट को कोई पात नहीं मिलता है आउटपुट की ओर तो यह इसका ट्रुथ टेबल है जो हम देख सकते हैं इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं जब हम प्रजेंट करते हैं लो हाई या ट्रू और फॉल्स के टर्मस में तो फॉल्स एसोसिएटेड है L लॉजिक लो से और H एसोसिएटेड है ट्रू से तो फिर वह एक ट्रुथ टेबल बन जाता है तो यह एक दूसरा तरीका है ट्रुथ टेबल के रिप्रेजेंटेशन का जहां फॉल्स फॉल्स फॉल्स देता है ट्रू फॉल्स ट्रू देता है फॉल्स ट्रू ट्रू देता है और ट्रू ट्रू ट्रू देता है यह जो है वह और कुछ नहीं बल्कि OR रिप्रेजेंटेशन याने की OR लॉजिक है उस का सिंबल कैसा है तो यह इसका सिंबल है जो आप यहां देख सकते हैं अब हम एक दूसरे सर्किट को देखेंगे जो कि NOT है तो इस पार्टीकूलर स्विच को देखिए यह एक दूसरा लॉजिक ऑपरेशन है तो यहां क्या हो रहा है आप देख सकते हैं डिफरेंस की यह स्विच को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि अगर इनपुट साइड लो रहा तो 5 वोल्ट को एक पात मिल जाता है आउटपुट की ओर अगर Vi हाई है तो यह स्विच ड्रॉ होता है एक मैग्नेटिक कॉइल के माध्यम से तो वह कनेक्ट हो जाएगा इस साइड से तो यह नहीं रहेगा इसका क्या मतलब है अब 5 वोल्ट को एक पात नहीं मिलता है तो यदि इनपुट हाई हो तो स्विच इस साइड को कनेक्ट होता है और आउटपुट को एक पात नहीं मिलता है अगर स्विच इनपुट लो हो तो आउटपुट को पात मिल जाता है तो यह क्या डिफरेंस बनाता है डिफरेंस यह है कि जब Vi लो रहता है तब आउटपुट हाई रहता है और Vi जब हाई रहता है तब आउटपुट लो रहता है इसका मतलब यह केवल इंवर्जन ही हो रहा है लॉजिक के तौर पर यह केवल एक दूसरे का इंवर्जन है तो इसे NOT ऑपरेशन कहते हैं और उसका जो सिंबल है वह ऐसे दिखता है यह जो बबल यहां है वह काफी इंपोर्टेंट है बब्बल काफी केसस में मौजूद हो सकता है यह हम होते हुए देखेंगे अभी तक हम 2 बायनरी स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे जोकि लॉजिक 1 लॉजिक 0 लॉजिक हाई लो ट्रू फॉल्स तो यह एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जहां हम ट्राइस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं यह भी हम आगे देखेंगे और जो अवेलेबल होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के कोर्स और डिस्कशन में तो वह क्या है तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एक एडिशनल इनपुट G है इस G का क्या भूमिका है जब G लो रहता है इसका मतलब वह ओपन रहता है यानी कि इनपुट साइड पर आप चाहे जो करो वह आउटपुट साइड पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वह रहेगा और उसको कोई पात नहीं मिलता है जब G हाई रहता है तब वह कनेक्ट हो जाता है और फिर बाकी के सर्किट के आधार पर याने की Vi के आधार पर यदि वह लो रहा तो आउटपुट लो रहेगा और हाई रहा तो आउटपुट हाई रहेगा तो यह केवल एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है पर G वह है जो इसे इनेबल कर रहा है अब हम इसे ट्राइस्टेट क्यों कहते हैं जब G लो है उसका मतलब वह डिस्कनेक्टेड है सर्किट के आउटपुट पर ना ही 5 वोल्ट मिलता है ना ही ग्राउंड मिलता है इसे कहते हैं की आउटपुट ओपन सर्किट है मतलब इलेक्ट्रिकली यह बाकी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है जो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर उसका भी एक इंटरेस्टिंग यूज है जो हम अपने अगले डिस्कशन पर देखेंगे तो अब यह इंट्रोडक्टरी सेशन का फाइनल स्लाइड है ज्यादा कॉन्प्लिकेटेड और कॉन्प्लेक्स सर्किट हम बाद में देखेंगे तो यहां जो आप देख रहे हो वह एक डायोड बेस्ड सर्किट है जिसमें डायोड और रेसीस्टेंस यूज किए हैं इसे इस्तेमाल करते हैं 2 दो अलग लॉजिक ऑपरेशंस जेनरेट करने के लिए तो देखते हैं कि वह क्या है तो दो डायोड्स कनेक्टड है A और B आप ऐसे और डायोड्स भी ले सकते हैं जैसे B और C को कनेक्ट कर देंगे पर हम अपने इस डिस्कशन को केवल दो डायोड्स तक ही सीमित रखेंगे दोनों में से कोई भी एक लो रहा तो मतलब 0 वोल्ट तो क्या होगा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा और 07 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो आउटपुट 07 वोल्ट होगा तो यह जो पर्टिकुलर वोल्टेज है वह 0 वोल्ट से नजदीक है इसलिए हम लॉजिक लो ऐसे मानेंगे और वह जो 5 वोल्ट के नजदीक है उसे हम लॉजिक हाई ऐसे मानेंगे कितने नजदीक होना चाहिए रेंज क्या होना चाहिए और ऐसी सारी चीजें हम बाद में देखेंगे तो इस वक्त यह नोट करना काफी है कि 07 वोल्ट को लॉजिक लो माना जाता है तो जब कोई भी 1 लो हो तो हम यह देखते हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जाता है और 07 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है जो कि डायोड का ON वोल्टेज है और आउटपुट लो है दूसरे तरीके में जब दोनों हाई तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता तो लोड के आधार पर 5 वोल्ट से थोड़ा सा कम वोल्टेज हमें इस जगह पर मिलेगा जो कि डिजिटल लॉजिक 1 है तो कौन से तरीके का लॉजिक यह देता है यदि हम इसे देखें और पिछले वाले से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं यह AND लॉजिक है दोनों हाई मतलब आउटपुट हाई रहेगा अब आप इस पर्टिकुलर सर्किट को देखिए यह क्या है तो A और B इनपुट पर या तो 0 वोल्ट प्रेजेंट करें या फिर 5 वोल्ट तो जब हम दोनों को 0 वोल्ट प्रेजेंट करते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है और जब हम 5वोल्ट प्रेजेंट करते हैं तो 07 वोल्ट का ड्रॉप यहां होता है यहां पर कुछ 43 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा जो कि 5 वोल्ट से नजदीक है जिसे हम नहीं मान सकते हैं जबकि पहले हमें 07 वोल्ट मिला था तो जब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही 5 वोल्ट पर हो तो आउटपुट 43 वोल्ट पर होता है या फिर उसके नजदीक होता है जोकि आधारित है डायोड पर होने वोल्टेज ड्रॉप पर जो की 07 वोल्ट है तो कोई भी एक हाई रहा तो आउटपुट हाई रहेगा यह किस तरीके का लॉजिक है यह OR लॉजिक है तो डायोड को स्विच के रूप में इस्तेमाल करके हम AND और OR लॉजिक जनरेट कर सकते हैं क्या हम डायोड और रेजिस्टेंस के इस्तेमाल से NOT लॉजिक जनरेट कर सकते हैं तो वह आप अप्लाई कर सकते हैं पर आप देखेंगे कि केवल डायोड और रेजिस्टेंस के कॉन्बिनेशन से NOT लॉजिक याने की इनवर्टर नहीं मिल सकता है तो इसके लिए हमें एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना होगा जो कि हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे जहां ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में इस्तेमाल करेंगे यह रेफरेंसस है इन पर्टिकुलर लेक्चरर्स के लिए तो ज्यादातर मैं पहला वाला रेफरेंस यूज करूंगा और ज्यादा रेफरेंसस मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा सारांश लेते हुए हमने जो इस लेक्चर में देखा उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है कम कॉस्ट पर और इसका जो की है वह इनएक्सपेंसिव बिल्डिंग ब्लॉक्स है और यह इनएक्सपेंसिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे हैं कि वह डिजिटल सिगनल्स को हैंडल कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है यह जो मैनिपुलेशन है वह सब स्विचिंग है और स्विचिंग जो है वह लॉजिक ऑपरेशनस जैसे कि AND OR NOT से जुड़ा हुआ है और हमने डायोड को स्विच तरीके से इस्तेमाल करते हुए AND OR लॉजिक बना सकते हैं यह भी देखा है